व्याख्यान 60 विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा और तीव्रता और संवेग पिछले दो व्याख्यानों में हमने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बात की थी जो मैक्सवेल के समीकरणों Maxwell's equations से स्वाभाविक रूप से निकलती हैं विशेष रूप से हमने x दिशा में तरंग के संचार पर ध्यान केंद्रित किया और इसे लिखा E x t बराबर है E 0 साइन k x माइनस ओमेगा t के और B x t बराबर है B 0 साइन k x माइनस ओमेगा t के यदि आप इसे सामान्य करते हैं तो मैं सामान्य रूप से इकाई सदिश n की दिशा में तरंग संचार के लिए लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं कि E r सदिश t किसी अन्य कला के E 0 साइन या कोसाइन के बराबर है तो मैं इसे k डॉट r माइनस ओमेगा t के रूप में लिख सकता हूँ और B को r और t के फलन के रूप में b 0 साइन k डॉट r माइनस ओमेगा t के बराबर है और अगर मुझे दो और सामान्य चाहिए तो मैं एक कला जोड़ूंगा जिसमें कुछ पाई भी हो सकते हैं जो कि एक कोसाइन बना सकते हैं या कुछ भी जहाँ सदिश k संचार की दिशा में पाई भाग लैम्ब्डा के बराबर है ErtE0sin kr ωtϕ BrtB0sin kr ωtϕ k2πn पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि I दिशा में संचारित तरंगों के लिए I डॉट e 0 0 था I डॉट b 0 0 था उसी तरह सामान्य रूप से k डॉट e 0 0 के बराबर है इसका अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र संचार की दिशा के लिए लंबवत है और इसी तरह k डॉट b 0 होने जा रहा है और E क्रॉस b संचार की दिशा में होने जा रहा है इस पृष्ठभूमि के साथ आप जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वह है इस समय से फिर से लहरें हैं जो हार्मोनिक और समतल तरंगें हैं तो समतल तरंगें हार्मोनिक एकवर्णी या आवृत्ति ओमेगा तरंगों के साथ चलती हैं और देखें कि इन तरंगों की ऊर्जा मात्रा क्या है वे कितनी ऊर्जा लेती हैं और उनमें कितना संवेग होता है याद रखें ये वो मात्राएँ हैं जो हमने इलेक्ट्रो स्टैटिक क्षेत्र के लिए पहले ही गणना कर ली हैं हम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि ओमेगा बड़ा होने जा रहा है तो हम कुछ जैसे दस बढ़ाएँ पंद्रह दस बढ़ाएँ दस दस बढ़ाएँ चौदह के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब है एक सेकंड में इतने सारे दोलन हम प्रकाश तरंगों या माइक्रोवेव के बारे में बात कर रहे हैं उस स्थिति में यह ऊर्जा भिन्नता का कोई मतलब नहीं है लेकिन समय की औसत ऊर्जा के बारे में बात की जाएगी और इसका मतलब है कि हम एक से विभाजित समय अवधि ले रहे होंगे और जो भी मात्रा हमें मिलती है उसे 0 से t समय के दौरान समाकलित करेंगे जो भी मात्रा ऊर्जा घनत्व या ऊर्जा प्रवाह या संवेग प्रवाह है इसलिए ऐसी उच्च आवृत्ति पर जो हम देखते हैं उदाहरण के लिए यदि मैं इस प्रकाश को देख रहा हूं तो मैं इसे अलग नहीं देख रहा हूं मैं एक निरंतर प्रकाश देख रहा हूं क्योंकि यह प्रति सेकंड दस से पंद्रह गुना तक बदलता है और इसलिए मैं केवल औसत प्रकाश देखता हूं मेरी आँखें किसी तरह इसे औसत करती हैं तो हमारे पास e e 0 साइन k डॉट r माइनस ओमेगा t के बराबर है और b b 0 साइन k डॉट r माइनस a ओमेगा t के बराबर है यदि आप चाहें तो पाई जोड़ सकते हैं वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है चलो ऊर्जा की मात्रा की गणना करें याद करें कि विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा एक आधा एप्सिलॉन 0 E वर्ग है और इसलिए इस मामले में यह एक आधा एप्सिलॉन 0 E 0 वर्ग बनने जा रहा है जो कि आयाम वर्ग साइन वर्ग k डॉट r माइनस ओमेगा t है स्मरण करो मैंने कहा कि यह समय के साथ बहुत तेजी से बदल रहा है इसलिए मैं औसत ऊर्जा के बारे में बात करूंगा औसत ऊर्जा एक आधा एप्सिलॉन 0 E 0 वर्ग 0 से t 1 से विभाजित t वर्ग साइन k डॉट r एक दिए गए बिंदु r पर तय है माइनस ओमेगा t d t होने वाली है और यह आप अपने सामान्य गणित से जानते हैं कि यह एक आधा है तो यह एप्सिलॉन 0 t 0 वर्ग का एक चौथाई हो जाता है Energy content120E2120E02kr ωtdt 120E021T0T kr ωtdt140E02 Time average0E021T0T kr ωtdt140E02 आइए अब हम गणना करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ऊर्जा क्या है चुंबकीय क्षेत्र जिसे आप याद करते हैं कि यह 1 से विभाजित दो म्यू 0 b 0 वर्ग साइन वर्ग k डॉट r माइनस ओमेगा t पर ऊर्जा वहन करता है जो समय औसत पर मुझे दो का एक और कारक देगा तो यह चार म्यू 0 b 0 वर्ग बन जाता है पिछले व्याख्यान से याद करें कि b 0 कुछ नहीं बल्कि e 0 से विभाजित c है तो यह 1 से विभाजित चार म्यू 0 e 0 वर्ग c वर्ग बन जाता है लेकिन 1 से विभाजित c वर्ग म्यू 0 एप्सिलॉन 0 है इसलिए यह एक चौथाई एप्सिलॉन 0 e 0 वर्ग बन जाता है इसलिए इस विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत् क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र घटक में निहित ऊर्जा बिल्कुल एक चौथाई एप्सिलॉन 0 e 0 वर्ग के बराबर होती है और आप दोनों को जोड़ते हैं और आप विद्युत चुम्बकीय em तरंग में ऊर्जा घनत्व को एप्सिलॉन 0 e 0 वर्ग के आधा पाते हैं इसलिए जब यह तरंग मौजूद है उदाहरण के लिए यह प्रकाश मेरे पास आ रहा है तो बीच में प्रति इकाई औसत ऊर्जा एक आधा एप्सिलॉन 0 e 0 वर्ग है Energy content in magnetic field120B2120B02kr ωt Time average140B02140E02c2140E02 Energy density in an EM wave120E02 तो यह तरंग हम फिर से इसे x दिशा में संचारित मानते हैं अगर मैं यहाँ एक छोटे से बॉक्स का इकाई आयतन के लिए छोटे आयतन dv लेता हूँ तो यह एक आधा एप्सिलॉन 0 e 0 वर्ग dv होगा ऊर्जा प्रवाह के बारे में क्या जो तीव्रता से संबंधित है जो पोयनेटिंग वेक्टर से संबंधित है पोयनेटिंग वेक्टर को एक से विभाजित म्यू 0 e क्रॉस b के रूप में दिया गया है और हमने पहले ही देखा है कि e क्रॉस b संचार की दिशा में है तो मैं इसे एक म्यू 0 दिशा n मॉड e 0 और मापांक b 0 साइन वर्ग a डॉट r माइनस ओमेगा t b 0 के रूप में लिख सकता हूं हम याद करते हैं फिर से यह e 0 से विभाजित c है इसलिए मैं इसे एक से विभाजित म्यू 0 संचार की दिशा में e 0 वर्ग भाग c साइन वर्ग k डॉट r माइनस ओमेगा t जब मैं औसत समय लेता हूं तो साइन वर्ग k डॉट r माइनस ओमेगा t मुझे एक एक आधा का कारक देता है और इसलिए यह एक आधा e 0 वर्ग से विभाजित म्यू 0 हो जाता है और c कुछ भी नहीं बस एप्सिलॉन 0 म्यू 0 का वर्गमूल है इसलिए यह एक आधा एप्सिलॉन 0 से विभाजित म्यू 0 का वर्गमूल e 0 वर्ग संचार की दिशा में बन जाता है Poynting vector 10EB10nE0B0kr ωt10nE02ckr ωt Time average Poynting vector12E02000 इसका मतलब है कि अगर कोई विद्युत चुम्बकीय समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी दिशा में जा रही है उसी दिशा में प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वह एक आधा एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 का वर्गमूल e 0 वर्ग है ऊर्जा घनत्व के दृष्टिकोण से भी देखें तो यदि आप पिछले व्याख्यान को याद करते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह कुछ नहीं लेकिन c गुना ऊर्जा घनत्व u है जो एक से विभाजित एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 का वर्गमूल गुना एक आधा एप्सिलॉन 0 e 0 वर्ग है जो कि एक आधे एप्सिलॉन 0 से विभाजित म्यू 0 का वर्गमूल e 0 वर्ग के समान उत्तर है energy flowc u100120E021200E02 तो यह वह ऊर्जा है जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग द्वारा ले जाया जाता है या जो तीव्रता हमें प्राप्त होती है यह भी विद्युत चुम्बकीय तरंग के संवेग से भी संबंधित है स्मरण करो कि संवेग घनत्व कुछ भी नहीं लेकिन s से विभाजित c वर्ग है आइये देखते हैं कि मापांक s कुछ भी नहीं है लेकिन ऊर्जा m l वर्ग t माइनस 2 प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय है जो तब संवेग घनत्व m l t माइनस 1 से विभाजित l घन के बराबर हो जाता है इसलिए अगर मैं यहाँ c वर्ग से विभाजित करता हूँ तो c वर्ग और कुछ नहीं बल्कि l वर्ग t माइनस दो है यह c वर्ग से मैं एक l को रद्द करता हूँ यहाँ एक l रह जाता है और मुझे m l t माइनस 1 भाग l घन मिलता है तो यह संवेग घनत्व है और इसलिए यदि कोई समतल विद्युतचुम्बकीय तरंग चल रही है तो संवेग घनत्व को एक आधे एप्सिलॉन 0 से विभाजित म्यू 0 का वर्गमूल e 0 वर्ग से विभाजित c वर्ग द्वारा दिया जाता है इस संवेग घनत्व को देखते हुए संवेग प्रवाह क्या है Momentum density c2MLT 1L3 संवेग प्रवाह और कुछ नहीं बल्कि c गुना संवेग घनत्व है जो कि एक आधे एप्सिलॉन 0 से विभाजित म्यू 0 का वर्गमूल e 0 वर्ग से विभाजित c के बराबर होगा हम उन्हें u के संदर्भ में लिखते हैं इसलिए s कुछ भी नहीं लेकिन c गुना u है u विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व है से विभाजित c वर्ग है जो म्यू 0 से विभाजित c है और संवेग प्रवाह u के अलावा कुछ भी नहीं है यदि संवेग प्रवाह है तो इसका मतलब है कि वहाँ एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो इस तरह जाते हुए संवेग वहन करती है जो कि u प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय के बराबर है वह संवेग क्या करता है मान लीजिए अगर मैं यहां एक स्क्रीन लगाऊं जो इस सारे विकिरण को अवशोषित कर लेती है अगर सभी विकिरण को अवशोषित कर लेता है तो इसका मतलब है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय जो u है इस में अवशोषित हो जाता है तो इसे इस दिशा में संवेग मिलना चाहिए जो कि संवेग प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्रफल है क्षेत्रों में बल प्रति इकाई क्षेत्र के अलावा कुछ भी नहीं है जो कि दबाव के बराबर है तो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग एक स्क्रीन पर गिरती है उसमें अवशोषित होती है ऊर्जा घनत्व के बराबर दबाव लागू करती हैं यदि तरंग पूरी तरह से परिलक्षित होती है तो भीतर आ रहा संवेग प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्रफल u होगा दबाव में फिर से u के साथ बाहर जा रहा संवेग दो के बराबर होगा इसलिए मैं इस व्याख्यान को फिर से यह कहकर समाप्त करता हूं कि em तरंगें ऊर्जा वहन करती हैं जिन्हें हम प्रकाश या गर्मी के रूप में देखते हैं जो em तरंगों की ओर से आता है वे संवेग वहन करती हैं और इसका मतलब है कि वे उस सतह पर दबाव लागू कर सकते हैं जिस पर वे गिर रहे हैं